इस सप्ताह के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है यहां हमने डिपेंडेंसी पारसिंग फॉर्मूलेशन शुरू किया है और पिछले लेक्चर में हमने जाना कि डिपेंडेंसी ग्राफ क्या है और उस पर क्या शर्ते लागू है हमें यहां एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य का हमें डिपेंडेंसी ग्राफ बनाना है और आगे हमने चर्चा की कि इस समस्या से निपटने के कुछ तरीके हैं लेकिन इस कोर्स में हम ज्यादातर उन्हीं तरीकों पर ध्यान देंगे जिसके लिए किसी लेबल्ड डाटा की जरूरत होती है तो इसके लिए किसी मशीन लर्निंग टास्क की मदद से नए वाक्य के लिए डिपेंडेंसी पाथ ढूंढा जा सकता है अब इस सप्ताह के अगले 4 लेक्चर में मैं इसी प्रॉब्लमसमस्या के लिए दो तरीकों को समझाऊंगा लेकिन इन तरीकों को विस्तार में जानने से पहले मैं आपको कम शब्दों में बता दूं कि हम करना क्या चाहते हैं इससे आपको यह समझने में भी मदद होगी कि किसी भी दिए गए प्रॉब्लम के लिए किस तरह से मशीन लर्निंग के तरीकों का इस्तेमाल करना है और किस तरह से उसे सॉल्व करना है मेरे पास एक वाक्य है जिसमें कुछ शब्द है यह कोई भी वाक्य हो सकता है एक वाक्य जो पहले मैंने नहीं देखा है और मुझे इस वाक्य के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ बनाना है अलग अलग शब्द इस के नोड्स है और उनके बीच r1 r2 इस तरह के कई रिलेशंस हैं यह है मेरा डिपेंडेंसी ग्राफ अब मैं एक वाक्य से इस डिपेंडेंसी ग्राफ तक जाना चाहता हूं अब मान लीजिए कि मैं इसे किसी व्यवस्थित तरीके से किसी डाटा की मदद से करना चाहता हूं तो अब क्या करेंगे मैं इसे किसी कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेट में तब्दील करने की कोशिश करूंगा इनिशियल कंफीग्रेशन मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा जो किसी भी वाक्य को इनपुट की तौर पर लेगा और उसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में तब्दील कर देगा अब मैं कुछ ऐसे ऑपरेशंस परिभाषित करूंगा जो इन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को लेकर इंटरमीडिएट कंफीग्रेशंस बनाएंगे और मुझे यह करते जाना होगा जब तक कि किसी ऑपरेशन से मैं टर्मिनल कंफीग्रेशंस तक ना पहुंच जाऊं और यह टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसी ग्राफ जैसा होगा तो मेरा काम यह है कि मैं किसी इनपुट वाक्य से शुरुआत करूं और उसे किसी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में तब्दील करूं फिर उस पर किसी ऑपरेशंस को लागू करके इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच और अंत में मैं टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सकूं जो या तो डिटरमिनिस्टिक होगा या डिटरमिनिस्टिक नहीं होगा यही मेरा पूरा काम है यह मेरा वाक्य है और यह है मेरा डिपेंडेंसी ग्राफ और ऑपरेशंस क्या है यह मुझे अभी नहीं पता लेकिन मुझे परिभाषित करना है मुझे यह जानना होगा कि किसी कंफीग्रेशंस के लिए मुझे किस तरह के ऑपरेशन लेने चाहिए अब मशीन लर्निंग की क्या जरूरत है यह बहुत आसान दिखता है लेकिन समस्या यह है कि यह एक से ज्यादा ऑपरेशंस हो सकते हैं इसीलिए मुझे यह जानना होगा कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे क्या सब ऑपरेशन करने होंगे और मुझे यह मेरे पास जो डाटा है उससे सीखना होगा इसीलिए अब मशीन लर्निंग की जरूरत है तो हमारे पास कुछ वाक्य है और उन वाक्यों के डिपेंडेंसी ग्राफ है अब यहां से मुझे पता चल जाएगा कि किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने क्या ऑपरेशंस किए थे और इस जानकारी की मदद से मैं यह जान सकता हूं कि किसी भी नए वाक्य या नए कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे क्या ऑपरेशंस करने चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी नए वाक्य के लिए मैं डिपेंडेंसी ग्राफ बना सकूं अब यह एक जेनेरिक आईडिया है जिसे हम दो तरीकों से कैसे किया जाए विस्तार में इस कोर्स में जानेंगे अब जो पहला तरीका हम सीखने वाले हैं उसका नाम है ट्रांजीशन बेस्ट पार्सिंग मेथड तो हम इसका फॉर्मूलेशन देखेंगे कि यह कैसे किया जाए तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी पहले संक्षिप्त में बताया मुझे एक सिंटेक्टिक रिप्रेजेंटेशन जिसे डिपेंडेंसी ग्राफ कहते हैं डेराईव करना है यह मुझे कुछ प्राथमिक निर्धारित अनुक्रम में डिटरमिनिस्टिक सीक्वेंस ऑफ एलीमेंट्री पार्सिंग एक्शंस के द्वारा करना है जिसे ऑपरेशंस कहते हैं मैं एक वाक्य से शुरुआत करूंगा और उस पर यह ऑपरेशंस करता रहूंगा तब तक जब तक उसका डिपेंडेंसी ग्राफ ना बन जाए तो अब ट्रांजीशन बेस्ट पार्सिंग के इस विशेष मामले में कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कॉन्फ़िगरेशन से हमारा क्या मतलब है एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए S स्टैक बफर और कुछ सेट ऑफ आर्क्स की जरूरत होती है और इन तीनों की मदद से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को परिभाषित किया जा सकता है कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास एक स्टैक है जिसमें कुछ शब्द हैं जो पार्शियली प्रोसैस्ड हैं बफर में कुछ और शब्द हैं जो बचे हुए हैं और सेट ऑफ आर्क्स में कुछ आर्क्स हैं जो पहले ही कुछ ऑपरेशंस के द्वारा मिल चुके हैं तो इस स्लाइड के अंत में आप कॉन्फ़िगरेशन का एक उदाहरण देखेंगे उदाहरण का वाक्य है ही सेंट हर ए लेटर तो यह इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन है जहां शब्द सेंट हर ए स्टैक में है मतलब पार्शियल प्रोसेसिंग हो चुकी है शब्द लेटर और पंक्चुएशन अभी भी बफर में बचे हुए हैं और शब्द ही और सेंट के बीच एक आर्क है और शब्द ही कर्ता है और शब्द सेंट क्रिया है तो यह है इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन अब इस पूरे ट्रांजिशन सिस्टम को कैसे परिभाषित किया जाए तो मैंने जो पहले व्याख्या शुरू की थी यह उसी के अनुरूप होगा मुझे पहले सभी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन को परिभाषित करना होगा और किस तरह से एक वाक्य से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा जा सकता है और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा और कौन कौन सी ऑपरेशंस होंगे जिससे एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा जा सकता है और इसीलिए ट्रांजीशन सिस्टम का नाम भी आता है तो अब डिपेंडेंसी पार्सिंग ट्रांजिशन सिस्टम को परिभाषित करते हैं यह चार चीजों से बना हुआ है सी टी सी एस और सी टी और यह सब क्या है कैपिटल सी सेट ऑफ़ कंफीग्रेशंस हैं जितने कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं वह सभी अब कैपिटल टी सेट ऑफ ट्रांजीशन है वह ट्रांजिशन जो एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचाते हैं अब सीएस शुरुआत का एक ऐसा फंक्शन होगा जो वाक्य को इनपुट के तौर पर लेगा और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को आउटपुट की तौर पर देगा और अब एक सेट ऑफ टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन होंगे जिसका मतलब यह है कि कोई भी ऑपरेशन का इस्तेमाल करके टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने पर हमें वह प्रोसेस रोकना होगा और उसे डिपेंडेंसी ग्राफ कहेंगे अब जब भी एक वाक्य एक्स दिया होगा तो मेरे ट्रांजिशंस का क्रम क्या होगा तो एक सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही क्रम होगा जो c0 से शुरू होकर सीएम तक पहुंचेगा और c0 पर क्या कंडीशन लागू होंगे वह उस वाक्य से डेराईव किया जा सकता है तो मान लीजिए एक्स वह वाक्य है जिसे आप इनपुट के तौर पर देंगे और आपको उसका डिपेंडेंसी ग्राफ ढूंढना है तो किस तरह से करेंगे इनीशिएलाइजेशन फंक्शन है जो शुरुआत में एक्स वाक्य पर लागू करेंगे और उससे कॉन्फ़िगरेशन सी0 जनरेट होगा अब सी0 पर ऑपरेशन लागू करके c1 c1 पर ऑपरेशन लागू करके c2 और इसी तरह से सीएम तक पहुंचा जा सकता है सीएम टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन है यह मेरा इनीशिएलाइजेशन फंक्शन है यह सेट ऑफ टर्मिनल फंक्शन है और सी0 से सीएम यह सब सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है और दो लगातार कॉन्फ़िगरेशन सीआई और सीआई प्लस वन में क्या रिलेशन है सीआई पर एक ट्रांजिशन करने के बाद सी आई प्लस 1 मिल सकता है जो मैंने अपने कैपिटल टी में परिभाषित किया है तो यह पूरा प्रोसेस है यह प्रोसेस एक वाक्य से शुरू होता है इस वाक्य पर इनिशियल फंक्शन लगाकर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है अब इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर ट्रांजीशन लागू किया जाता है हर एक ट्रांजिशन के बाद इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन मिलते रहते हैं और यह ट्रांजीशन तब तक लागू किया जाना चाहिए जब तक टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल जाता अब जो ट्रांजिशन सिस्टम परिभाषित किया गया है उसके अनुसार इनीशिएलाइजेशन क्या होना चाहिए यह आसान होगा इसलिए अब मुझे S स्टैक क्या है बफर क्या है और आर्क्स क्या है यह सब परिभाषित करना होगा क्योंकि जब मैं वाक्य w1 से w n तक शुरू करूंगा तो शुरू में मेरे स्ट्रक्चर में पार्शियली प्रोसैस्ड शब्द होंगे जैसा कि शुरुआत में कुछ भी प्रोसैस्ड नहीं होगा इसलिए मेरा स्टैक खाली होगा मेरे बफर में बचे हुए इनपुट शब्द होने चाहिए अभी यहां सभी शब्द w1 से w n तक बचे हुए हैं और मेरी आर्क्स को डिपेंडेंसी रिलेशन दिखाना चाहिए क्योंकि अभी कोई भी डिपेंडेंसी रिलेशन मिला नहीं है इसीलिए यह खाली होगा तो यह है मेरा इनीशिएलाइजेशन अब टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा टर्मिनेशन के लिए बफर में कोई भी शब्द नहीं होने चाहिए तो बफर खाली होना चाहिए तो टर्मिनल कंडीशन जो मैं परिभाषित कर सकता हूं स्टैक में कुछ शब्द हो या ना हो बफर खाली होना चाहिए तब तक मुझे कुछ सेट ऑफ आर्क्स भी मिल जाएंगे इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बफर खाली होना चाहिए एक स्टैक में कुछ शब्द हो या ना हो आर्क्स जरूर कुछ डिपेंडेंसी रिलेशन दिखाएंगे अब इस तरह जब मुझे मालूम हो गया कि इनिशियल कंफीग्रेशन क्या है टर्मिनेशन कंडीशन क्या है तो बस अब इसमें यह बचा हुआ है हम सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जानते ही हैं इसीलिए बस अब एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन तक जाने में किस ट्रांजिशन का इस्तेमाल होगा वही ढूंढना बाकी है किस तरह इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से ऑपरेशंस के क्रमो को लागू करते हुए टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा जाए तो अब इस सिस्टम में चार ट्रांजिशंस परिभाषित किए गए हैं इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कंफीग्रेशन के लिए इनमें से कोई भी ट्रांजिशन लिया जा सकता है तो इस स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं यह चार ट्रांजिशंस यह अलग अलग ट्रांजिशन जो हम ले सकते हैं इन्हें कैसे पढ़ें तो बाएं तरफ ट्रांजिशंस के नाम है लेफ्ट आर्क राइट आर्क किसी भी डिपेंडेंसी डी के लिए रिड्यूस एंड शिफ्ट यह चार ट्रांजिशंस लागू किए जा सकते हैं अब सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे कि लेफ्ट आर्क हमारे पास इनपुट होगा जिससे हम शुरू करेंगे इनपुट कॉन्फ़िगरेशन होगा और अंत में यह आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन होगा इस कॉन्फ़िगरेशन से शुरुआत करते हुए अगर लेफ्ट आर्क लागू किया जाए तो इस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में दाहिनी ओर यह कुछ कंडीशन होंगे यह वह कंडीशन होंगे जिसे ट्रांजिशन पर लागू किया जा सकता है यह एक अनिवार्य कंडीशन है इस कंडीशन के पूरा होने पर ही यह ट्रांजिशन लागू किया जा सकता है उदाहरण के लिए यह लेफ्ट ऑरक् ट्रांजीशन है यह बताता है कि इसे तभी लागू किया जा सकता है जब स्टैक में कुछ शब्द हो और यह स्टैक का अंतिम शब्द दिखाया गया है इसे मैं टॉप ऑफ स्टैक कहूंगा शब्द एस आई बफर में कुछ शब्द है w j यह शुरू हो रहा है w j से इसीलिए टॉप ऑफ बफर w j है और मेरे पास कुछ सेट ऑफ आर्क्स हैं अब लेफ्ट आर्क का क्या मतलब है लेफ्ट आर्क का मतलब है कि w j से w i पर एक ट्रांजिशन किया जा सकता है हां यही है लेफ्ट आर्क क्योंकि शब्द उसी क्रम में आ रहे हैं जैसे कि वह वाक्य में है इसीलिए w j से एक आर्क w i को होगी तो यहां हेड क्या है w j हेड है और w i डीपेंडेंट है तो यहां कंडीशन क्या है कंडीशन यह है कि w i पहले से ही एक हेड नहीं होना चाहिए आइए इस कंडीशन को और समझते हैं तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे स्टैक में कुछ शब्द है और टॉप ऑफ स्टैक w i है बफर में भी कुछ शब्द है जो w j से शुरू हो रहे हैं और मैं लेफ्ट आर्क ले रहा हूं इसीलिए लेफ्ट आर्क जैसा कि इसका नाम बताता है बफर से S स्टैक की तरफ होगा और हम हमेशा की तरह बफर और स्टैक के टॉप वर्ड्स पर ही काम करते हैं इसीलिए मैं बफर के टॉप वर्ड से S स्टैक के टॉप वर्ड में आर्क बनाऊंगा जो है लेफ्ट आर्क अब कंडीशन क्या है कंडीशन यह है कि w i पहले से ही एक हेड नहीं होना चाहिए अब ऐसा कंडीशन क्यों है यह जानते हैं अब देखिए अगर मैं यह ट्रांजिशन बनाता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि w i का हेड w j है और यदि w i पहले से हेड है तो यह लागू नहीं किया जा सकता क्यों अब क्या आप बता सकते हैं कि डिपेंडेंसी पार्स में वह कौन सा कंडीशन है जिस का उल्लंघन हो रहा है यहां डिपेंडेंसी पार्स की बाधा यह है कि उसमें केवल एक हेड ही हो सकता है यहां एक हेड की बाधा है इसलिए सभी शब्दों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होगा अब अगर w i के पास पहले से ही एक हेड है तो यह ट्रांजिशन लागू नहीं किया जा सकता इसीलिए लेफ्ट आर्क तभी लागू किया जा सकता है जब w i के पास कोई हेड पहले से ना हो अब मान लीजिए कि अगर मैं लेफ्ट आर्क को लागू करता हूं तो अब मैं उस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरू करता हूं वास्तव में कॉन्फ़िगरेशन क्या है कॉन्फ़िगरेशन वह होगा जिसमें मैं S स्टैक से w i को हटा दूंगा इसमें w i को छोड़कर सभी शब्द होंगे बफ़र जैसा है वैसा ही रहेगा और मेरे आर्क्स होंगे मुझे एक नया आर्क मिला है वह क्या है w j डिपेंडेंट w i यह मेरा नया आर्क है इसलिए मैंने अपने S स्टैक से w i को हटा दिया है अब आपके पास यह प्रश्न हो सकता है कि मैं S स्टैक से w i को क्यों हटा रहा हूं यदि शब्द हटा दिया जाता है तो मैं इसे वापस नहीं डाल सकता इसलिए मैं S स्टैक से एक शब्द तभी हटा सकता हूं जब मुझे यकीन हो कि उसके सभी रिलेशंस पहले ही कैप्चर हो चुके हैं अब यहाँ सवाल यह है कि क्या इस शब्द w i का किसी और शब्द के साथ कोई रिलेशन है इसलिए यदि w i का उससे पहले होने वाले शब्दों के साथ कोई रिलेशन है तो यह पहले से ही उस वक्त कैप्चर हो चुके होंगे क्योंकि ये पहले से ही पार्शियली प्रोसैस्ड शब्द हैं इसलिए w i का रिलेशन केवल w j के बाद होने वाले शब्दों के साथ ही होगा अब एक परिदृश्य लेते हैं एक शब्द w k लेते हैं अब w k के साथ w i के रिलेशन किस तरह के हो सकते हैं यह या तो एक इनकमिंग आर्क हो सकता है या यह एक आउटगोइंग आर्क हो सकता है अब यह w k से इनकमिंग आर्क हो सकता है यह नहीं हो सकता हां क्योंकि इसका केवल एक ही हेड हो सकता है इसलिए यह संभव नहीं है अब अन्य शर्त क्या है क्या यह किसी शब्द w k के लिए आउटगोइंग आर्क हो सकता है अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या यह संभव है अब यदि आप फिर से उन औपचारिक कंडीशन के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम परिभाषित कर रहे हैं तो यह किस शर्त का उल्लंघन कर रही है प्रोजेक्टिविटी की शर्त पर ध्यान दें यदि j से i का कोई रिलेशन है तो i से अगला डिपेंडेंट केवल j के इस तरफ हो सकता है यह j के उस तरफ नहीं हो सकता है तो यह या तो बीच में हो सकता है जो कि संभव नहीं है या यहाँ तो यह भी एक संभावना नहीं है इसलिए इसका मतलब है कि w i का कोई और रिलेशन नहीं हो सकता है इसीलिए हम w i को S स्टैक से हटा देंगे और यह है मेरा S स्टैक और इसमें w i के अलावा सब कुछ है बफ़र में कोई बदलाव नहीं वह वैसा ही रहेगा अब हम दूसरे ट्रांजिशन को देखते हैं राइट आर्क तो अब राइट आर्क है आप w i से w j तक रिलेशन बना रहे हैं w i हेड है और w j डिपेंडेंट है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसे आपको यहां देखना है और जब आप इस विशेष ट्रांजिशन को लागू करते हैं तो आपको क्या मिलता है w j S स्टैक में जाता है इसलिए मैं w i को नहीं हटाता हूं और w j S स्टैक में जाता है और मुझे एक नया आर्क मिलता है तो अब आप फिर से यहाँ सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि हमने w i को S स्टैक से क्यों नहीं हटाया क्यों हमने w j को बफर से नहीं हटाया और सभी को एक साथ हटा दिया हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं और उन कंडीशन के संदर्भ में सोचने की कोशिश करें जिन्हें हमने डिपेंडेंसी पार्सिंग पर लगाया है हम कुछ अच्छे अंतर्ज्ञान के साथ आएंगे कि हम इस विशेष तरीके से ट्रांजिशंस को क्यों परिभाषित कर रहे हैं इसलिए हमने पिछले केस का औचित्य देखा है अब इस केस के लिए अपने आप को औचित्य देने की कोशिश करें लेकिन यहाँ अंतर यह है कि अब ट्रांजिशन w i से w j तक है और तदनुसार मुझे एक नया आर्क मिल रहा है फिर हमारे पास दो और ट्रांजिशंस हैं रिड्यूस और शिफ्ट रिड्यूस क्या है रिड्यूस में मैं S स्टैक से टॉप शब्द हटा देता हूं और शर्त है कि w i पहले से ही एक हेड है यदि w i पहले से ही एक हेड है तो मैं इसे हटा सकता हूं और अंत में चौथा ट्रांजिशन शिफ्ट है वह क्या है मैं बफर से टॉप शब्द लेता हूं और इसे S स्टैक के टॉप पर भेज देता हूं और ये चार ट्रांजिशंस हैं अब यहां मुख्य बात यह है कि जब आप किसी विशेष कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं तो आप इनमें से एक से अधिक ऑपरेशन या ट्रांजिशंस ले सकते हैं और आपका काम यह पता लगाना है कि एक विशेष परिदृश्य में मुझे क्या ट्रांजिशन लेना चाहिए इसलिए मुझे उम्मीद है कि चार ट्रांजिशंस स्पष्ट हैं आइए एक विशेष उदाहरण और हम इन ट्रांजिशंस को कैसे लागू करते हैं देखें इसलिए हम एक बहुत आसान उदाहरण लेंगे तो हमारे पास क्या है हमारे पास एक वाक्य है ही सेंट हर ए लेटर और हम इस वाक्य के डिपेंडेंसी पार्स को भी जानते हैं अब एक बार जब आपको वाक्य और इसकी वास्तविक डिपेंडेंसी पार्स दी जाती है तो आपको यह पता लगाना होगा कि वे कौन से ट्रांजिशंस हैं जो आपको प्रत्येक इंटरमीडिएट या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से लेने चाहिए ताकि आप डिपेंडेंसी ग्राफ बना सकें तो हम यह अभ्यास करते हैं तो यहाँ यह मेरा वाक्य है ही सेंट हर ए लेटर और एक विराम चिह्नपंक्चुएशन मार्क भी है हम कैसे शुरू करें यह पता करें कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है अब हम इस वाक्य को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में कैसे बदलेंगे S स्टैक खाली होगा बफर में सभी शब्द होंगे और आर्क्स खाली होंगे और यही इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है S स्टैक खाली है बफर में सभी शब्द हैं और आर्क्स खाली है अब आपका काम शुरू हो गया है यह इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है अब क्या ट्रांजिशन है जो आपको यहाँ लेना चाहिए तो यह अपेक्षाकृत आसान है मैं लेफ्ट ऑरक् नहीं लागू कर सकता मैं लेफ्ट आर्क नहीं ले सकता लेफ्ट आर्क का अर्थ है आर्क ही से एस स्टैक के शब्द के बीच होगा S स्टैक में कोई शब्द नहीं है इसीलिए कोई डिपेंडेंसी रिलेशन नहीं हो सकते इसी तरह राइट आर्क संभव नहीं है क्योंकि S स्टैक के टॉप पर कोई शब्द नहीं है मैं रिड्यूस का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि फिर से S स्टैक के टॉप पर कोई शब्द नहीं है तो केवल एक ही ट्रांजिशन संभव है शिफ्ट मैं टॉप शब्द को बफर में ले जा सकता हूं और इसे स्टैक पर भेज सकता हूं और यही मैं करूंगा मैं शिफ्ट ट्रांजिशन का इस्तेमाल करूंगा इसलिए यदि मैं सही करता हूं तो मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बदलू इसलिए अगर मैं शिफ्ट ट्रांजिशन करता हूं तो ही बफर से S स्टैक तक जाएगा और यही वह है जो अब मुझे मिलेगा अब यह मेरा इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन है अब फिर से आपने परिभाषित किया कि इस बार ही शब्द को क्या ट्रांजिशन लेना होगा और इसके लिए आपको वह डिपेंडेंसी ग्राफ देखना होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और आप देखेंगे कि क्या कोई रिलेशन है जिसे आप S स्टैक के टॉप और बफर के टॉप के बीच स्थापित करना चाहते हैं इसलिए जो पार्स में हम देख रहे हैं उसमें सेंट के लिए ही सब्जेक्ट है इसका मतलब है सेंट और ही के बीच रिलेशन होना चाहिए और यह सेंट से शुरू होकर ही तक आना चाहिए इसीलिए यह एक लेफ्ट आर्क रिलेशन होगा तो यहां मैं एक लेफ्ट आर्क ट्रांजिशन ले सकता हूं और अगर मैं एक लेफ्ट आर्क ट्रांजिशन लेता हूं तो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मैं ही को S स्टैक से हटा दूंगा बफर वैसे ही रहेगा और आर्क्स मुझे एक और आर्क मिलेगा और यही मेरा अगला कॉन्फ़िगरेशन है S स्टैक खाली है बफ़र में शेष शब्द हैं और मेरे पास एक आर्क मिल गया है अब आप इस कॉन्फ़िगरेशन पर हैं अब आपको क्या ट्रांजिशन लेना चाहिए फिर से जब भी स्टैक खाली होता है केवल एक ही ट्रांजिशन संभव होता है इसलिए मैं एक शिफ्ट ट्रांजिशन करूंगा अब मेरे पास उस स्टैक में एक शब्द सेंट है और बफर में कुछ शब्द हैं हर ए और लेटर अब आप इस बार क्या ट्रांजिशन ले सकते हैं फिर से आपको वह डिपेंडेंसी पार्स देखना होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं आप देखेंगे कि अगर सेंट और हर के बीच रिलेशन है तो हाँ हर एक डिपेंडेंट है और सेंट हेड है तो यह ट्रांजिशन क्या है सेंट से हर यह एक राइट आर्क होगा तो मैं एक राइट आर्क ट्रांजिशन लूंगा और राइट आर्क का आउटपुट क्या होगा शब्द हर S स्टैक में जाना चाहिए और मुझे अपने आर्क्स में एक नया रिलेशन मिलेगा तो यहां पर मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा मेरे पास शब्द सेंट और हर S स्टैक में ए और लेटर बफर में और मुझे आर्क्स मिला है अब क्या मैं वहां हूं जहां मेरे पास S स्टैक में कुछ शब्द हैं मेरे पास बफर में कुछ शब्द हैं और अब मुझे यह देखना है कि ट्रांजिशन क्या है लेना चाहिए तो हम देखते हैं क्या मैं लेफ्ट आर्क या राइट आर्क ले सकता हूं देखिए हर और ए मेरे डिपेंडेंसी पार्स में रिलेशन में नहीं हैं इसलिए मैं लेफ्ट आर्क या राइट आर्क नहीं ले सकता अब क्या संभावनाएं हैं संभावनाएं हैं कि मैं या तो रिड्यूस ट्रांजिशन ले सकता हूं या शिफ्ट ट्रांजिशन यह दोनों संभव है अब मैं रिड्यूस और शिफ्ट के बीच कैसे चयन करूं और रिड्यूस और शिफ्ट के बीच चयन के लिए एक नियम है और तरीका यह है कि अगर स्टैक में शब्द हैं संदर्भ समय 2534 लेकिन टॉप पर नहीं बस वे टॉप से पहले हैं S स्टैक के टॉप से पहले कोई भी शब्द जो बफर के टॉप के उस शब्द को जोड़ता है आप रिड्यूस ट्रांजिशन करते हैं अन्यथा शिफ्ट ट्रांजिशन बेशक आप केवल तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब आप पहले से ही उनके शब्द के लिए हेड पा चुके हों तो यहां क्या मुझे रिड्यूस ट्रांजिशन लेना चाहिए या शिफ्ट ट्रांजिशन करना चाहिए आइए देखते हैं जरूरी नियम क्या स्टैक में शब्द हर के बाद कोई शब्द है जो बफर के टॉप से जोड़ता है ऐसा नहीं है इसीलिए मैं रिड्यूस नहीं ले सकता मुझे शिफ्ट ट्रांजिशन करना चाहिए इसलिए यदि मैं शिफ्ट ट्रांजिशन करता हूं तो मुझे यह मिलता है मैं शिफ्ट ट्रांजिशन लेता हूं अब मेरे पास सेंट हर ए लेटर है अब एक बार जब मैंने यह कॉन्फ़िगरेशन बना लिया तो अगला ट्रांजिशन क्या होगा इस बार यह आसान है शब्द लेटर और ए के बीच एक रिलेशन है यह लेफ्ट आर्क होना चाहिए लेफ्ट आर्क का मतलब है मैं हटा रहा हूं इसलिए अब फिर से मैं यहां हूं शब्द हर और लेटर के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब है आप रिड्यूस और शिफ्ट के बीच चयन कर सकते हैं इसलिए फिर से नियम का उपयोग करें क्या स्टैक में टॉप के नीचे कोई शब्द है जो बफर के टॉप से जोड़ता है और आप देखेंगे हाँ शब्द सेंट जो S स्टैक में है वो शब्द लेटर जो बफर में है को जोड़ता है तो यहाँ आप रिड्यूस ट्रांजिशन ले सकते हैं और आप रिड्यूस ट्रांजिशन लेते हैं और आपके पास S स्टैक में शब्द सेंट है और बफर में लेटर और पंक्चुएशन अब क्या कोई रिलेशन है हां एक राइट आर्क रिलेशन होना चाहिए तो राइट आर्क का अर्थ है लेटर S स्टैक पर जाएगा हाँ फिर लेटर और डॉट पंक्चुएशन के बीच कोई रिलेशन नहीं है मुझे क्या लेना चाहिए क्या S स्टैक के किसी अन्य शब्द और बफर के बीच कोई रिलेशन है हां सेंट और पंक्चुएशन रिलेटेड हैं इसलिए मैं यहां एक रिड्यूस ट्रांजिशन करूंगा अब सेंट और पंक्चुएशन राइट आर्क द्वारा रिलेटेड हैं और राइट आर्क से मैं डॉट को S स्टैक पर ले जाऊंगा और यह मेरा कॉन्फ़िगरेशन है अब आप क्या देखते हैं क्या मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के बाद आगे जाना चाहिए और आप कहेंगे कि नहीं क्योंकि टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन का क्या कंडीशन है कंडीशन यह है कि मेरा बफर खाली होना चाहिए तो अब मेरा बफर पहले से ही खाली है इसका मतलब है मैं टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आ गया हूं और यहां मैं रुकूंगा और मैंने इस वाक्य के लिए आर्क्स के सभी संभव सेट प्राप्त कर लिए हैं अब यह एक उदाहरण है जिसे हमने यह समझने के लिए देखा है कि इन सभी ट्रांजिशनों को कैसे लिया जाए लेकिन क्या इससे आपको इस समस्या को हल करने में मदद मिलती है जब भी आप एक नया वाक्य दे रहे हैं तो एक नया वाक्य से मेरा मतलब है कि आप उस वाक्य का डिपेंडेंसी ग्राफ नहीं जानते हैं या आप यह भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं पहले से ही एक वाक्य के लिए डिपेंडेंसी पार्स को जानता हूं तो इन सभी ट्रांजिशनों को करने की क्या आवश्यकता है और यही लर्निंग की जरूरत होगी इसलिए हमने यहां देखा है कि अगर हम डिपेंडेंसी ग्राफ जानते हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन चुन सकते हैं रन टाइम में जब भी मुझे कोई वाक्य दिया जाता है तो मेरा पूरा काम यह पता लगाना होता है कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में मेरे द्वारा किए जा रहे ट्रांजिशन क्या हैं और यह मैं अपने पहले से लेबल किए गए डेटा से सीखूंगा और यह हम अगले लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे कि मैं इसे लर्निंग प्रॉब्लम के रूप में परिभाषित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करता हूं और एक नए वाक्य के लिए मैं एक डिपेंडेंसी ग्राफ कैसे बनाऊंगा